इंजीनियरिंग गणित 2 पर व्याख्यान में आपका स्वागत है और यह डिवरजेंस और वेक्टर फील्ड के कर्ल पर व्याख्यान संख्या 3 है आज हम वेक्टर फील्ड के डिवरजेंस और इसकी ज्यामितीय व्याख्या और वेक्टर फील्ड के कर्ल और इसकी भौतिक व्याख्या को कवर करेंगे तो एक वेक्टर फील्ड के डिवरजेंस पर आते है तो एक बिंदु P पर डिवरजेंस फील्ड परिभाषित की जाती है जो वास्तव में एक सरफेस इंटीग्रल है यह सतह पर किया जाता है हाँ यहहै यह सरफेस इंटीग्रल है जिसे हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे लेकिन आज इसका एक बहुत ही विशेष मामला है जो हम उस ज्ञान की मदद से सीखेंगे जो हमने इंटीग्रल कैलकुलस में प्राप्त किया है तो यहाँ फिर से हमारे 𝛿V है एक वॉल्यूम है और जो सरफेस 𝛿S पर बिंदु P के आसपास है और ऑउटवर्ड नार्मल पॉइंटिंग जो है जो 𝛿S से नार्मल है तो यह है और इसका सरफेस इंटीग्रल 𝑣⃗⋅n है यहाँ हम इसकी लिमिटिंग सिचुएशन को 𝛿𝑉→0 मानेंगे तो हम एक बिंदु P पर दिवेर्जेंस के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए यहां हम समझ सकते हैं कि यह वेक्टर फील्ड 𝑣⃗ का प्रवाह है क्योंकि हम 𝑣⃗⋅𝑛 के बारे में बात कर रहे हैं तो 𝑣⃗ सामान्य की दिशा में इस वेक्टर फील्ड का घटक है जिसे हम एकीकृत कर रहे हैं और फिर लिमिट लेकर कुल मात्रा से विभाजित कर रहे हैं तो इसे एक बिंदु P पी के आसपास एक छोटी करीबी सतह से बाहर वेक्टर फील्ड के फ्लक्स के रूप में माना जा सकता है हम इस भौतिक व्याख्या और वेक्टर फील्ड के मूल्यांकन के बारे में थोड़ा और विस्तार से जाऐंगे उदाहरण के लिए अगर हम डिवरजेंस की गणना के बारे में बात करते हैं तो इस सरफेस इंटीग्रल को बहुत अधिक सरल तरीके से संभाला जा सकता है और इस लिमिटिंग सिचुएशन के फॉर्मूले से जो बिंदु P के आसपास की वॉल्यूम पर विचार करते हुए यह दिवेर्जेंट 𝑣⃗ इक्वल टू ∇ और 𝑣⃗ के डॉट प्रोडक्ट से दिया जाता है मतलब क्यूंकि ∇ यहाँ का ऑपरेटर है तो अगर हम 𝑣⃗ के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते है तो हमें स्वाभाविक रूप से मिलेगा तो हम एक वेक्टर फील्ड के डिवरजेंस की भौतिक व्याख्या पर आ रहे हैं तो हमारे पास इस डोमेन में और इस P या P के आसपास कुछ वेक्टर फील्ड 𝑣⃗ हैं जिसकी हम गणना करने जा रहे हैं कि यह भिन्नता क्या दर्शाती है और इस भिन्नता की गणना कैसे करें हम यह भी देखेंगे कि 𝛻⋅𝑣⃗ यह फार्मूला इस व्याख्या के माध्यम से भी प्राप्त करें यदि आप प्रति यूनिट वॉल्यूम दर को मापना चाहते हैं जिस पर यह द्रव इस बॉक्स से बाहर निकलता है तो हमें सरफेस इंटीग्रल की सटीकता से गणना करने की आवश्यकता है जिसे हमने परिभाषित किया था और हमने यहां एक साधारण ज्यामिति बॉक्स पर P के आसपास की बिंदु को लिया है इस ज्यामिति बॉक्स के 6 फेसेस हैं तो हम इन छह फेसेस का सरफेस इंटीग्रल की गणना करेंगे यह इस बिंदु P के आसपास की सतह है और इसके पास यह 𝛿x 𝛿y 𝛿z वॉल्यूम ले रही है इस ज्यामिति के प्रत्येक फेस चेहरे के लिए एक एक इंटीग्रल पर विचार करके बहुत सरल तरीके से हम इसका इंटीग्रल माप सकते है तो अब अगर हम बाहर की ओर फ्लक्स की गणना करते हैं के आसपास तो हम सतह पर विचार करते हैं जिसकी यूनिट नॉर्मल वेक्टर 100 है क्योंकि हम बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ दिशा x कहने दिया है और फिर हमारे पास y दिशा और z वर्टिकल दिशा है तो इस दिशा में यूनिट नॉर्मल वेक्टर 100 द्वारा दिया जाता है और अब यदि आप इस पर फ्लक्स की गणना करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि हमने जिस सरफिस इंटीग्रल पर चर्चा की है इस मामले में सतह यहां प्लेन है और डबल इंटीग्रल सामान्य डबल इंटीग्रल को कम कर सकता है जिसका हमने पहले ही अध्ययन किया है और उस स्थिति में यह क्योंकि यहाँ 100 है इसलिए इसका केवल पहला घटक जीवित रहेगा और अब यहाँ इस चरण में हम इस बारे में बात करते हैं कि x निर्देशांक क्या है इसलिए यहां x तय किया गया है यहां से यहां तक की दूरी है और यह केंद्र है इसलिए हमारे पास यह है जो इस सतह पर तय है तो यह घटक x द्वारा तय किया जाता है यह सतह पर अलग नहीं है केवल y और z अलग होगा तो हम इस इंटीग्रल के लिए यहां एक एप्रोक्सिमेशन बनाएंगे तो यह एक बहुत ही औपचारिक गणितीय प्रमाण नहीं है लेकिन सिर्फ कुछ विचार देने के लिए क्योंकि बाद में हम उस सीमित स्थिति पर भी विचार करेंगे जो से 0 पर जाती है तो उस स्थिति में यह एप्रोक्सिमेशन समानता बन जाएगा तो इस मामले में हम का मूल्यांकन पर करेंगे और फिर हमारे पास yz है यद्यपि हमारे पास इस सतह पर इंटीग्रल है yz पर लेकिन हमने इस सतह पर इस स्थिर मान के रूप में सिर्फ एप्रोक्सिमेशन लिया है लेकिन जैसा कि मैंने फिर कहा कि एक सीमित स्थिति में यह वास्तव में समानता बन जाएगा तो फिर यह सतह का क्षेत्र है जो इस इंटीग्रल से बाहर आ रहा है और इसी तरह हम के लिए ऐसा कर सकते हैं तो अंतर यह है कि हमारे पास यह 1 है तो यह घटक बन जाएगा और x घटक होगा क्योंकि यह इस बिंदु x y z के बाईं तरफ है इसलिए इस मामले में हमारे पास अब और x को इससे प्रतिस्थापित किया गया है और हमारे पास यह y z है और फिर उसी तर्क के साथ हमने इस सतह पर सरफिस इंटीग्रल लिखा है अब अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसका मतलब है कि इन और की ओर प्रवाह और अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास है और फिर है फिर से तो ये दोनों यहाँ का पहला तर्क भिन्न होता है यह है और हमारे पास है और अब हम मीन वैल्यू थ्योरम को लागू करेंगे तो बस याद करने के लिए कि हमारे पास उदाहरण के लिए यहां है तो मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि a और b के बीच एक बिंदु होगा जहां यह भागफल के डेरिवेटिव f के बराबर होगा तो यहाँ भी आप पहले तर्क के लिए आवेदन करेंगे इसलिए यह डेरिवेटिव x के संबंध में पार्शियल डेरिवेटिव बन जाएगा और फिर इन दोनों और के बीच कुछ बिंदु होगा यह वहाँ है लेकिन फिर से हम लगभग बराबर लिखेंगे तोxyz बिंदु पर फिर से सीमित स्थिति के कारण यह केवल इस बिंदु P के लिए करेगा इसलिए हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव है और हमें इस मीन वैल्यू थ्योरम शब्द को लागू करने के लिए भी से विभाजित करना होगा आप से गुणा और विभाजित करें तो इस x के संबंध में आप को इस पार्शियल डेरिवेटिव से गुणा करें अब आगे बढ़ते हुए इसलिए हमारे पास के पास फ्लक्स है और यही वह है जिसकी हमने गणना की है तो यह और यह है कि हम इस को भी निरूपित कर सकते हैं और फिर इसी तरह अन्य चेहरों से भी हम इसकी आसानी से गणना कर सकते हैं उदाहरण के लिए और जो इस y की दिशा में है तो हमारे पास इसी तरह है और फिर से और है जो यहां नीचे और शीर्ष पर है इसलिए z दिशा मेंइसलिए प्राप्त करेंगे तो यहां बॉक्स से बाहर फ्लक्स प्रति यूनिट वॉल्यूम हम इन सभी को जोड़ सकते हैं और इसे प्रति यूनिट वॉल्यूम प्राप्त करने के लिए विभाजित कर सकते हैं तो इसका मतलब है आप जोड़ रहे होंगे तो यह वही है जो यह फ्लक्स है और P पर प्रति यूनिट वॉल्यूम फ्लक्स है तो अंत में हमारे पास इस फ़्लक्स प्रति यूनिट वॉल्यूम के लिए यह फ़ॉर्मूला है जो कि डिवरजेंस है जिसे हम इसे div से दिखाते हैं या हम इसे इन दो वेक्टर के डॉट उत्पाद के रूप में भी लिख सकते हैं

तो हम अब क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि डिवरजेंस को विस्तार की दर या वेक्टर क्षेत्र के कम्प्रेशन के रूप में व्याख्या की जा सकती है क्योंकि यह यहां फ्लक्स है हमने P पर प्रति यूनिट मात्रा की गणना की है तोअगर ये यहाँ सकारात्मक आता है तो इसका मतलब है कि वैक्टर फील्ड के विस्तार और दूसरी ओर यदि यह नकारात्मक संख्या में आता है तो दिए गए वेक्टर क्षेत्र के लिए इस बिंदु पर कम्प्रेशन की प्रवृत्ति है इसलिए यह स्थिति बहुत स्पष्ट होगी जब हम इन उदाहरणों पर विचार करेंगे तो उदाहरण के लिए अगर हम यहां वेक्टर फील्ड लेते हैं तो उस स्थिति में यदि आप डिवरजेंस की गणना करते हैं तो जैसा कि चर्चा की गई है यह केवल इस ऑपरेटर के साथ का उत्पाद है चूंकि दो घटक 00 हैं इसलिए हमारे पास केवल पहला घटक होगा जिसका पार्शियल डेरिवेटिव 1 है तो इस दिए गए वेक्टर क्षेत्र के लिए डिवरजेंस 1 है जो सकारात्मक है इसका मतलब है कि इस वेक्टर क्षेत्र की प्रवृत्ति विस्तार के लिए है तो द्रव की प्रवृत्ति यदि हम मानते हैं कि यह द्रव के लिए वेक्टर फील्ड है तो यह दर्शाता है कि उस बिंदु पर द्रव की प्रवृत्ति विस्तार है इसलिए यदि आप इसे प्लॉट करते हैं यदि आप इस वेक्टर फील्ड की कल्पना करते हैं कि तो आप यहां देख सकते हैं यह बहुत छोटा है फिर यह बढ़ रहा है इसलिए जैसा कि हम इस दिशा में जा रहे हैं इस वेक्टर फील्ड की लंबाई या मैग्नीट्यूट बढ़ रहा है और यह बताता है कि द्रव की प्रवृत्ति विस्तार के लिए है इसलिए हमारे पास छोटा वेक्टर फील्ड बड़ा और फिर बड़ा है तो इस तस्वीर से प्रवृत्ति भी दिखाई दे रही है कि यहां इस डोमेन के किसी भी बिंदु पर प्रवृत्ति द्रव के विस्तार के लिए है उदाहरण के लिए अगर हम v को x के बजाय x के बराबर लेते है तो यह अब एकमात्र अंतर है इसलिए स्वाभाविक रूप से डिवरजेंस 1 होगा और इस मामले में यह दूसरा तरीका है कि द्रव की प्रवृत्ति कम्प्रेशन के लिए है और अगर हम इस वेक्टर फील्ड के विज़ुअलाइजेशन को देखते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि कुछ दूसरी दिशा में हो रहा है कि इस लाइन की ओर y अक्ष में इसलिए हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूट छोटा और छोटा हो रहा है इसलिए यदि हम कहीं भी कोई बिंदु लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि इस बिंदु के आसपास प्रवृत्ति कम्प्रेशन के लिए है इसलिए क्योंकि यह डिवरजेंस नकारात्मक ही इसका संकेत देती है या हम इसे देख सकते हैं और इसी तरह के प्रभाव का निष्कर्ष निकाल सकते हैं एक और उदाहरण अगर हम उदाहरण के लिए 0x0लेते हैं और वेक्टर फील्ड 0x0और डिवरजेंस द्वारा दिया जाता है तो इस मामले में 0 होगा क्योंकि यह 0 है इसके लिए x भी 0 होगा और फिर घटक भी 0 है इसलिए इस मामले में डिवरजेंस v 0 है तो अब यह बताता है कि वेक्टर क्षेत्र न तो विस्तार कर रहा है और न ही किसी भी बिंदु पर संकुचित हो रहा है वास्तव में क्योंकि यह एक बिंदु पर निर्भर नहीं करता है इसलिए यह हर जगह 0 है तो यह वही है जो हमें विज़ुअलाइजेशन से भी देखना चाहिए इसलिए यदि हम इस वेक्टर क्षेत्र की कल्पना करते हैं तो यह उदाहरण के लिए हो रहा है आप यहां कुछ x पर विचार करते हैं इसलिए वेक्टर क्षेत्र समान मैग्नीट्यूट का है तो ऐसा नहीं है मैग्नीट्यूट बढ़ रहा है इसलिए यहां कोई भी x की वैल्यू हम इस दिशा में ठीक करते हैं एक प्रवाह है लेकिन मैग्नीट्यूट समान है इसलिए यहां कोई प्रवृत्ति नहीं है कि द्रव का विस्तार या संकुचन हो रहा है वास्तव में यह पहले के आंकड़े की तुलना में विज़ुअलाइजेशन से भी स्पष्ट है यह स्पष्ट रूप से यहां दिखाई देता है कि डिवरजेंस 0 है हम बाद में क्या देखेंगे एक और शब्द है जिसका उपयोग हम ऐसे तरल पदार्थ को परिभाषित करने के लिए भी करेंगे जो कर्ल है जो तरल पदार्थ के रोटेशन की प्रवृत्ति को दर्शाता है या इस मामले में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि क्योंकि यहां मैग्नीट्यूट बढ़ रहा है यहां मैग्नीट्यूट कम हो रहा है और इसी तरह तो तरल पदार्थ की एक स्पष्ट प्रवृत्ति है कि एक रोटेशन हो रहा है यदि आप इस तरल पदार्थ में कुछ वस्तु को यहां रखते हैं तो मैग्नीट्यूट के कारण यह पक्ष इस पक्ष से अधिक है इसलिए इस वस्तु का एक रोटेशन होगा यह वही है जो हम अब देखेंगे तो यहाँ एक और बिंदु है कि वेक्टर फील्ड जिसके लिए यह डिवरजेंस 0 है हर जगह सोलेनोइडल कहा जाता है तो उदाहरण के लिए इस वेक्टर फील्ड के लिए डिवरजेंस हर जगह 0 है तो इस वेक्टर क्षेत्र को सोलेनोइडल कहा जाता है या यह संबंध div 0 के बराबर है इसे इनकंप्रेसिवबिल्टी की वर्तमान स्थिति भी जाना जाता है क्योंकि यहां कोई कम्प्रेशन या कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो यह इनकंप्रेसिवबिल्टी के लिए स्थिति है अब वेक्टर पर आते हुए एक वेक्टर फील्ड का यह कर्ल हम अब इसके द्वारा दिए गए वेक्टर के कर्ल को परिभाषित करेंगे यह कर्ल द्वारा दिया गया है और के बराबर है और क्रॉस प्रोडक्ट अब डॉट प्रोडक्ट के बजाय अब हम इस वेक्टर फील्ड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और स्वाभाविक रूप से यह क्रॉस प्रोडक्ट हम ऐसा परिभाषित कर सकते हैं ये और ये के घटक हैं और फिर का घटक है इसलिए अगर हम इसे सरल बनाते हैं तो इस घटक के लिए हमारे पास है इसी तरह के लिए हमारे पास यह हैऔर के लिए है तो यह कर्ल के मूल्यांकन के लिए अभिव्यक्ति है और अब हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि यह क्या दर्शाता है अब इसका मूल्यांकन करने के लिए एक उदाहरण लेते हैं इसलिए यदि हमारे वेक्टर फील्ड को के द्वारा दिया जाता है तो उस स्थिति में हम इस कर्ल का मूल्यांकन कर सकते हैं और डेल ऑपरेटर के घटक हैं ये इस ऑपरेटर के घटक हैं इसलिए हम इसकी गणना कर सकते हैं तो हमारे पास है तो यह उस y के संबंध में का अंतर है जो 0 होने जा रहा है इसलिए z के संबंध में हम 2x प्राप्त करेंगे जब हम घटक के लिए गणना करते हैं तो हमारे पास y के लिए है 0 और के लिए तो आएंगे और इसी तरह हम मामले के लिए गणना कर सकते हैं इसलिए हमारे पास और 2z इस y के लिए इसलिए वह 1 है तो हमारे पास इस दिए गए वेक्टर फील्ड के कर्ल के लिए यह अभिव्यक्ति है सरल उत्पाद द्वारा क्रॉस उत्पाद हम वेक्टर फील्ड के कर्ल की गणना कर सकते हैं तो हम एक वेक्टर फील्ड के कर्ल की भौतिक व्याख्या पर आते हैं यहां एक ऑब्जेक्ट है यह एक घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में घूमता हैइस स्थिती में यूनिफॉर्म एंगुलर वेलॉसिटी के साथ यह ओमेगा इसलिए हमारे पास एंगुलर वेलॉसिटी है यहां हमारे पास स्पर्शरेखा वेलॉसिटी है और यह इस गोलाकार पथ के लिए रोटेशन के अक्ष के साथ कोण है जो कि द्वारा दिया गया है और फिर है और हमारे पास उस गोलाकार पथ का यह रेडियस है और यह है तो यह रेडियस इसलिए यह इस वेक्टर की लंबाई या मैग्नीट्यूट द्वारा दिया जाता है और sin इसलिए यह 90 कोण है और यह होगा का मैग्नीट्यूट और वर्टिकल यह r का पूर्ण मान या का मैग्नीट्यूट होगा तो यह वही है जो हमारे पास यहां है जो निरपेक्ष मूल्य या या का मैग्नीट्यूट हैं और हम संबंध जानते हैं कि स्पर्शरेखा वेग या गति गति कहने के बजाय यह v एंगुलर गति गुण रेडियस है जो हमने अभी देखा है कि है तो हम कह सकते हैं कि स्पर्शरेखा गति है तो यह हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि यह है और अब हम इस की दिशा को भी नोट करते हैं इसलिए आप बस इस गति की कल्पना कर सकते हैं तो यह है जो मूल से यह गोलाकार पथ के इस परिधि से जुड़ता है और फिर हमारे पास स्पर्शरेखा घटक है तो यह स्पर्शरेखा घटक जो इस वेलोसिटी द्वारा दिया गया है इसलिए ये दोनों परपेंडिकुलर हैं क्योंकि सर्कल पर यह स्पर्शरेखा उस रेखा के परपेंडिकुलर होगी जो यहां इस आर्क से मिल रही है तो हमने जो देखा कि यह परपेंडिकुलर है के और के परपेंडिकुलर भी है तो हमारे पास रोटेशन की यह धुरी है और फिर वहां एक रोटेशन है तो यह वेक्टर भी रोटेशन के इस अक्ष के परपेंडिकुलर है और यह सब उस रेखा के परपेंडिकुलर भी है जो वहां मूल से मिल रही है तो यह परपेंडिकुलर है और के चूंकि यह वेलॉसिटी रैखिक वेग या स्पर्शरेखा वेग है और यह जो हमने अभी देखा है कि यद्यपि मैग्नीट्यूट समान हैं और दोनों की दिशाएं समान हैं क्योंकि की दिशा दोनों और के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है और यह वे वास्तव में एक ही हैं क्योंकि उनकी एक ही दिशा है और उनका मैग्नीट्यूट समान है तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह स्पर्शरेखा वेग वास्तव में गति स्पर्शरेखा वेग के बराबर है इसलिए यदि हम मानते हैं कि r है और ओमेगा है तो उस स्थिति में हम बाय की गणना कर सकते हैं जिस को इस निर्धारक द्वारा दिया गया है और जिसे हम यहां सरल कर सकते हैं तो हम इसे प्राप्त करते हैं तो हमारे पास यह वेक्टर फील्ड v है जो है तो अगर हम अब इस कर्ल पर विचार करते हैं तो इसका मतलब है इसलिए अभिव्यक्ति द्वारा दिया गया है इसलिए हम फिर से इस निर्धारक की गणना करते हैं और हम देखेंगे कि हम इस निर्धारक से निकलते हैं तो इसका क्या मतलब है यह है इसलिए यहां हमारे पास कर्ल दो बार के बराबर है जो एंगुलर वेलॉसिटी है तो यह उस कर्ल को दर्शाता है जो यहां दिया गया है कर्ल के दो बार है यह रोटेशन की प्रवृत्ति को दर्शाता है क्योंकि यह दो बार रोटेशनल वेलॉसिटी है उस कण या उस शरीर के एंगुलर वेलॉसिटी के अलावा कुछ भी नहीं है तो कर्ल को साथ साथ निर्देशित किया जाता है की दिशा एंगुलर वेलॉसिटी जो इस रोटेशन की धुरी है और मैग्निट्यूड एंगुलर गति से दोगुना है तो यह भौतिक व्याख्या है जो इस गणितीय सूत्रीकरण के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि कर्ल एंगुलर वेलॉसिटी के बराबर है तो एक वेक्टर फील्ड जिसके लिए कर्ल हर जगह 0 है उसे इर्रोटेशनल कहा जाता है यही वह शब्द है जिसका हम सामान्य रूप से उपयोग करते हैं कि यह एक इर्रोटेशनल है यदि यह 0 है यदि यह 0 नहीं है तो तरल पदार्थ में घड़ी की दिशा में या विपरीत दिशा में विरोधी होने की प्रवृत्ति होती है जो वहां की स्थिति पर निर्भर करती है हम इस उदाहरण पर विचार करते हैं कि है इसलिए यदि हम इस क्रॉस प्रोडक्ट या v के कर्ल की गणना करते हैं तो हमें एहसास होता है कि यह इस मामले में 0 है प्लस या माइनस साइन के बावजूद तो इसका मतलब है कि रोटेशन की कोई भावना नहीं है वेक्टर फील्ड इरोटेशनल है और अगर हम इन दो वेक्टर फील्ड को प्लस और फिर माइनस प्लॉट करते हैं तो हम देखते हैं कि वास्तव में कोई रोटेशन नहीं है रोटेशन की कोई प्रवृत्ति नहीं है इसलिए यदि यह प्रवाह है तो केवल मैग्निट्यूड इस दिशा में बढ़ रहा है और यह अगले के लिए भी समान है तो कोई प्रवृत्ति नहीं है यदि आप कुछ वस्तु वहां रखते हैं तो यह घूमेगा नहीं और इसी तरह यहां भी यह नहीं घूमेगा और हमने देखा है कि इस मामले में तरल पदार्थ की प्रवृत्ति थी या इस मामले में विस्तार के लिए लेकिन कोई रोटेशन नहीं है तो हम अगला उदाहरण लेते हैं कि वेक्टर फील्ड है और इस मामले में अगर हम कर्ल की गणना करते हैं तो यह हो रहा है तो रोटेशन Z दिशा में अक्ष के बारे में है इसलिए यह सिर्फ है और यदि आप इस वेक्टर क्षेत्र की कल्पना करते हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि उदाहरण के लिए यह और फिर यह बढ़ रहा है इसलिए यदि आप इस वस्तु को रखते हैं तो यह घूमेगा क्योंकि यहां आपके पास बाएं की तुलना में वेक्टर क्षेत्र का बड़ा मैग्नीट्यूट है तो यह वस्तु घूमना शुरू हो जाएगी और इसलिए रोटेशन की प्रवृत्ति है और फिर से यह नियम लागू होगा इसलिए यदि आपके पास घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेशन है तो यह इस अंगूठे की दिशा में रोटेशन की धुरी है तो यहाँ यह है रोटेशन की धुरी z दिशा में है इसलिए यहां हमारे पास संदर्भ हैं इनका उपयोग इस व्याख्यान को तैयार करने के लिए किया जाता है और यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि हमने सीखा है कि एक वेक्टर फील्ड का डिवरजेंसइस बिंदु उत्पाद द्वारा दिया गया है या अंत में यह है और हमने यह भी देखा है कि भौतिक व्याख्या कहती है कि यह वेक्टर क्षेत्र के विस्तार या संकुचन की प्रवृत्ति को बताती है तो जो यहाँ फिर से कल्पना की गई है दूसरी बात हमने के कर्ल का अध्ययन किया है जो इसके द्वारा परिभाषित किया गया था और हमने यह भी महसूस किया है कि इस कर्ल का मान वेक्टर फील्ड के रोटेशन की प्रवृत्ति के बारे में कुछ बताता है तो यह सब है और आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद